हमने विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की विधियों की और तकनीकों की सैद्धांतिक रूप से चर्चा करी है इसलिए मैंने इस तरह की प्रेजेंटेशन भी दी है जिसमें अपने विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण विधियों को समझाया है परंतु अब जिस चीज की जरूरत है वह यह है कि हमें कुछ उदाहरण करने होंगे जिससे हम सही मायने में प्रणालियों को तिरछा पाएं कि कैसे विभिन्न प्रकार की कंपनियां इन सब ट्रेनिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल कर रही हैं हमें यह जानना होगा कि वास्तव में उन तरीकों को प्रदर्शित कैसे किया जाता है और कंपनियां क्या पैमाने देख रही हैं इसलिए सबसे पहले मैं मैकडॉनल्ड्स के कर्मचारियों का उदाहरण लेना चाहूंगा जैसे कि उनकी क्या मानव संसाधन के प्रबंधन के तरीके हैं जैसा कि आप जानते हैं कि यह ब्रांड कितना कामयाब हो चुका है मैकडॉनल्ड एक अमेरिकन हैमबर्गर कंपनी है और एक फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है इनकी बहुत लंबी श्रृंखला है इसको 1940 में एक बरबीक्यू रेस्टोरेंट के तौर पर रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनाल्ड ने स्थापित किया था इसलिए मानव की भागीदारी को समाप्त करने के लिए मैकडॉनल्ड्स ने उनके उत्पाद के प्रत्येक पहलू को निरंतर रूप से स्टैंडर्डाइज किया है अभियान में उस विशेष कंपनी के लक्ष्य और उद्देश्यों को देखना है कि उनका क्या उद्देश्य है और वह किस प्रकार से स्थानीय सर से वैश्विक स्तर तक खुद को पहुंचा पाए इसलिए इस प्रकार के मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइजिंग अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि आप अपने उत्पादन को नियंत्रण में रखने के लिए वहां मौजूद नहीं हो और जब आप विभिन्न प्रकार के फ्रेंचाइजी बना रहे हैं तब निश्चित रूप से आपको यह देखना होगा की एक उचित नियम के तहत स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए क्योंकि आप गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकते हमें एक केस स्टडी के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश देना है कि यदि हम अपने गुणवत्ता की उच्च कोटी के स्तर का ध्यान रखना चाहते हैं तो आपका स्टैंडर्ड यानी मानक पैरामीटर यानी पैमाना बहुत ही साफ होना चाहिए क्योंकि आप वहां पर नहीं हो और और यदि आप वहां पर मौजूद हो तो निश्चित रूप से आप अपने फ्रेंड को खुद नियंत्रण में ला सकते हैं और यह सब प्रथाएं और निगरानी खुद रखी जाएगी आपके द्वारा परंतु यदि आप एक व्यवसाय में हैं जहां दूसरा व्यक्ति आपका दिमाग इस्तेमाल कर रहा है तो यह अधिकृत जिम्मेदारी बन जाती है और आपको यह निश्चित करना पड़ता है की कामकाज कैसे रखा जाएगा संचालन कैसे होगा और यह बेंचमार्किंग के अभ्यास के द्वारा किया जाता है जैसे हम इस बारे में बात कर रहे हैं यह केवल व्यवसाय की बात नहीं है यहां पर सवाल ब्रैंड का भी आता है इसलिए वह स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण को प्रदान किया जाना अति महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसको एक संस्था प्रेरित करती है और अन्य सदस्यों के माध्यम से उसे निर्देशित किया जाता है इसलिए यह बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पहलू है जो लगातार मानकीकृत किया जाता है अब आप यह देखते हैं कि यदि आप किसी अन्य पहलू को छोड़ भी देते हैं तो उस स्थिति में उत्पाद का परिणाम समान नहीं होगा इसलिए हर पहलू के सैकड़ों आयाम है और किसी भी आयाम पर विचार किया जाना चाहिए उसको ना केवल माना जाना चाहिए बल्कि उन मानकों को भी ठीक करना चाहिए तो आपके मन में क्या सवाल आता है हम हर पहलू को निश्चित रूप से समझते हैं कि उनका सही संचालन क्या है परंतु यह जानना भी जरूरी है की मानक को कैसे तय किया जाए उनका क्या असर होगा उनकी बेंचमार्किंग प्रैक्टिस क्या होगी एक मानक का आदर्श स्कोर क्या होगा जो हम इस विशेष के स्टडी में चर्चा करने वाले हैं मानव इनपुट की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनके उत्पादों के बारे में वैश्विक स्तर पर यह समझा जाए कि हम मानव पर निर्भर नहीं हो सकते हर मानव के काम करने की क्षमता अलग है इसलिए आप उन पर इस चीज को नहीं छोड़ सकते आपको यह बताना होगा की सभी मानक यानी स्टैंडर्ड पूरे हो रहे हैं या नहीं तभी ठीक रहेगा अन्यथा यह ठीक नहीं रहेगा इसलिए इस स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम मानव इनपुट को कदम करें क्योंकि जैसे ही आप मानव इनपुट डालेंगे यह व्यक्ति परख होगा और यह व्यक्तियों पर विभिन्न असर डालेगा पर आप वह जोखिम नहीं उठा सकते मानव इनपुट के होते हुए दे यह ध्यान रखना चाहिए कि मानक की पूर्ति हो रही है इसलिए उस विषय पर यह विशेष भाग को तवज्जो देनी चाहिए मैकडॉनल्ड द्वारा जिस ऑपरेशन ऑफ प्रशिक्षण मैनुअल के बारे में मैं बात कर रहा था उसको हमें माइक्रो मैक्रो के स्तर के हिसाब से संचालन में लाना चाहिए जब तक प्रत्येक ऑपरेशन का वर्णन नहीं किया जाता तब तक उस स्थिति में किसी भी प्रकार की पूर्णता नहीं आती और ना ही अच्छा उत्पाद की उम्मीद करनी चाहिए इसलिए इसे बाइबल के रूप में जाना जाता है मैकडॉनल्ड की बाइबिल का मतलब यह है कि प्रत्येक ऑपरेशन का तरीके से उल्लेख किया गया है और जो भी व्यक्ति इसे किसी भी भारत के मैकडॉनल्ड्स के विशेष शहर में कई शुरू करना चाहेगा तो उसे यह मैनुअल शक्ति से 100 पालन में लाना होगा और इसलिए यह है विस्तृत विवरण प्रदान करता है कामकाज के हर पहलू और नुस्खे पर जो उसे खूबसूरत बनाता है एक मैनुअल का निर्माण जो किसी भी तरह से सब्जेक्टिव नहीं होगा और पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होगा और अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो हमें उसके बारे में पूरी तरह से स्टार में जानकारी दे देनी पड़ेगी उदाहरण के तौर पर आप किस प्रकार से एक कागज के नैपकिन को मोड़ते हैं और सकते हैं यह तक मैनुअल में बताना होगा किस प्रकार विभिन्न उत्पादों को संपन्न कहां पर स्पर्श करें पर कहां पर स्पर्श को करने से बचें यह सब विभिन्न उत्पादों को कैसे सौंपें जहां आपको उत्पाद के लिए स्पर्श का उपयोग करना है जहां आपको उत्पाद को छूने से बचना है और फिर यह कैसे प्रदर्शित किया जाना है कि प्रत्येक और हर कच्चे माल को अंतिम उत्पाद और वितरण से निपटने का अधिकार है मैनुअल आप कोई भी प्रश्न पूछते हैं और मैनुअल उस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होता है और जिसे मानकीकरण कहा जाता है इसलिए यहां से वहां जाने के लिए कोई हेयरलाइन नहीं है तकरीर बेस्ट मार्किंग प्रथाओं को मैकडॉनल्ड्स के द्वारा बनाया जा सके यह क्षेत्रों के स्टोर का है और इन 600 पृष्ठों में पूर्ण रंगीन तस्वीरें शामिल है जिससे आपको यह और भी दिलचस्प लगेगा केचप के उचित स्थान को बताते हुए कि केचप की थैली कहां रखनी है इसे कैसे डिजाइन करना है और फिर इसे पूरी दुनिया में विशेष तरीके का पालन कैसे करवाएं हर प्रकार के बर्गर पर केचप सरसों और अचार गोरखनाथ मुझे यकीन है कि आपको भूख लग रही होगी लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक मानक को सही तरीके से बनाया ना जाए तो किसी भी प्रकार की सेवा नहीं की जा सकती एक मानकीकृत तरीके से सेवा करने के लिए काउंटर सेवा 6 चरणों मैं से हाथ गतियों को लिखता है तो आप देखते हैं कि मैनुअल का मानकीकरण कितना विशेष है और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना है कि हाथ की गति क्या होगी जो कि फ्राइज़ वाह के एक बैच को छाँटने में इस्तेमाल की जानी चाहिए इसलिए उस मामले में कितना व्यवस्थित है अभ्यास का अभ्यास करना है और जब आप इस प्रकार के अभ्यास करते हैं तो जब आप इस प्रकार का मैनुअल तैयार करते हैं तो आप इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं तो निश्चित रूप से आप कैसे सफल नहीं हो सकते आप सफल होंगे क्योंकि आपने बहुत अधिक मानकीकृत बेंचमार्किंग अभ्यास का पालन किया है रसोई और काउंटर के कलाविज्ञान का यह एक और पहलू है जो हम में से अधिकतर है शायद यह नहीं देखा गया है कि क्या रसोई और काउंटर तकनीक है इन निर्देशों को रोशनी और गुंजक के रूप में फिर से लागू करें यह बताया जाता है कि कार्यकर्ता के बर्गर को चालू करने के लिए या फ्राइज़ लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्या है यही कारण है कि यदि आप अद्वितीय स्वाद बनाना चाहते हैं और वह भी निरंतरता के साथ तो हजारों फ्रेंच फ्राइज़ होंगे लेकिन प्रत्येक फ्रेंच फ्राइज़ में आग की मात्रा वसा की समान मात्रा होती है और कुरकुरापन की समान मात्रा में होता है बराबर स्वाद जो विशेष रूप से तैयार किया जाता है वह स्तंभ सर्जन के साथ किया जाता है जो कि रसोई के उपकरण में होता है ये निर्देश एक रोशनी के रूप में श्रमिकों को बताते हैं कि बर्गर कब चालू करें या वसा से फ्राइज़ लें केचप डिस्पेंसर अपेक्षित फूल पैटर्न में उत्पाद की मात्रा प्रदान करते हैं आप सौंदर्य देखते हैं कि जब भी इस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि फूलों के पैटर्न के उत्पादों की मात्रा कितनी है जिसे प्रशिक्षित करना है कर्मचारियों को पता होना है यह प्रशिक्षण दिया जाता है कि जब भी आप इस प्रकार की सजावट बना रहे होते हैं तो उसमें फूल का पैटर्न होना चाहिए और उसका पालन करना ही होगा और जब और आइटम पेश करने की बात आती है तो उन्हें बढ़ावा देने के साथ साथ ऑर्डर लिखने के लिए सेवारत कर्मचारियों की आवश्यकता को दूर करने पर रोशनी डालनी होगी हमने विशेष रूप से यह देखा है कि यह बहुत जरूरी हो जाता है कि जब भी हम इस बारे में बात करते हैं तो हम एक विशेष स्वाद विशेष पसंद चाहते हैं तो व्यक्ति को उस आदेश को लेना होगा और फिर उसे सूचित करना होगा कि हां एकमात्र विकल्प है और वह ग्राहक का है और फिर उस विशेष पसंद की पेशकश करते हुए पसंद का परिवर्तन नहीं होना चाहिए अधिक नहीं होना चाहिए कम नहीं होना चाहिए और इसलिए उस मामले में विशेष प्रकार के प्रशिक्षण के साथ संचालन भी प्रदान किया जाता है संचालन और सेवा नियमावली की मदद वहाँ है जहां पर प्रशिक्षण मैनुअल है अब बात आती है कि क्या महत्वपूर्ण है सीखने का सबक क्या है सीखने का सबक यह है कि जब भी हम कोई प्रशिक्षण नियमावली बना रहे हैं तो वह बहुत विशिष्ट होनी चाहिए ठीक से गुटबंदी होनी चाहिए यह समझना चाहिए कि यह प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ समाप्त होती है और फिर उसी में होती है बात यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस गुणवत्ता आश्वासन का उपयोग कैसे कर रहे हैं हम गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करते हैं हम दुनिया भर में स्वाद कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं यह उनके पहले स्थान पर नहीं है लेकिन यह दुनिया भर में है स्वाद बनाए रखा जाता है और वह भी विभिन्न स्थानों पर निर्मित और तैयार किया जाता है एक ही स्वाद के साथ विभिन्न स्थानों पर उत्पादन करना एक चुनौती है और उस चुनौती को पूरा करना संगठन की सुंदरता है दूसरा उदाहरण जो मैं लेना चाहूंगा और वह वास्तविकता का है इसलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हैअब हम यहां देखेंगे कि वे कैसे प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित करते हैं वास्तविक प्रशिक्षण जैसी एफएमसीजी कंपनी के लिए एक सतत प्रक्रिया है और मध्य कैरियर स्तर पर केवल एक हस्तक्षेप नहीं है तो ऐसा नहीं है यह केवल उन चुनिंदा लोगों का है जिन्हें उन्हें प्रशिक्षण देना है लेकिन यह है कि हर चरण में हर व्यक्ति को प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है यह कुछ संगठनों की तरह नहीं है जब व्यक्ति मिडकेरियर स्तर पर पहुंच गया है और अब शीर्ष स्तर पर जाना चाहता है तो उसे नेतृत्व का प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाएगा जो कि मुद्दा नहीं है मुद्दा यह है कि नौकरी को अधिक कुशल प्रभावी और गुणवत्ता के अगले स्तर तक पहुंचाने के लिए हर स्तर पर एक और स्तर है न केवल पदोन्नति बल्कि गुणवत्ता के अगले स्तर पर और निरंतर प्रक्रिया के मामले की है जब बात आती है हिंदुस्तान युनिलिवर लिमिटेड की एफएमसीजी दिग्गज के भारत में दो प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र हैं जो मुंबई और बैंगलोर के सही में हैं और इसलिए इस मामले में भारत में मुंबई और बैंगलोर ये दो प्रबंधन केंद्र वे अपने हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए काम करते हैं हिंदुस्तान युनिलिवर लिमिटेड के विभिन्न कारखानों और क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयों में स्थित कर्मचारियों और कर्मचारियों के लिए इन इकाइयों द्वारा खुद को संचालित समर्पित प्रशिक्षण केंद्र बनाने पड़ते हैं अब आप देखते हैं कि जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि यह संगठन की एक सतत प्रक्रिया है और यदि यह संगठन की निरंतर प्रक्रिया है तो वे इस विशेष प्रकार के प्रशिक्षण में काम करने वालों को भी देने वाले हैं और न केवल काम करने वालों को बल्कि स्टाफ और निश्चित रूप से क्षेत्रीय स्तर की बिक्री टीम में भी इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है कि आप किसे प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं पहले के मॉडल में मैंने उल्लेख किया था कि आपको अकादमिक पृष्ठभूमि सामाजिक पृष्ठभूमि प्रशिक्षु के जनसांख्यिकीय चर को देखना होगा और फिर आपको प्रशिक्षण विधि और प्रशिक्षण तकनीकों को तय करना होगा आप प्रशिक्षण तकनीकों और विधियों को तय नहीं कर सकते हैं जब एक है जनसांख्यिकीय चर के बीच भारी अंतर होगा इसलिए उस स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए जिन्हें आप प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं आप किस स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं कार्य या नौकरियां क्या हैं और फिर आपको यह भी पहचानना होगा कि यह विशेष प्रशिक्षण कैसे है जो संगठन के विकास से जुड़े है इसलिए आपको कनेक्ट करना होगा संगठन और व्यक्तिगत विकास के साथ हिंदुस्तान युनिलिवर लिमिटेड प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए कैलेंडर तैयार करता है बहुत से संगठन और संस्थान इस अभ्यास को कर रहे हैं यह बहुत पुरानी प्रथा है पेशेवर संगठन हमेशा अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कैलेंडर बनाते हैं कुछ संगठन अभी भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कॉर्पोरेट से अनुमोदन प्राप्त कर रहे हैं जब अनुमोदन आता है तब वे घोषणा करते हैं और तब वे स्वेच्छा से भागीदारी के लिए कहते हैं और फिर वे निर्णय लेते हैं लेकिन इसके अलावा कुछ संगठन संभावित मूल्यांकन प्रदर्शन मूल्यांकन भी करते हैं और वे प्रशिक्षण क्षेत्रों की पहचान करते हैं कि जनशक्ति को इन पारस्परिक संबंध कौशल और प्रौद्योगिकी सीखने के कौशल में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है इसलिए ये अलग हैं जेब वहाँ होती है जहाँ कर्मचारियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और अगर उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है तो उन्हें स्वयं इन इकाइयों का उपयोग करके प्रशिक्षण केंद्र चलाना होगा इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भी कोई कैलेंडर बनाया जाता है तो कर्मचारी बहुत स्पष्ट होते हैं कि उन्हें कब प्रशिक्षण के लिए जाना है गैर लाभकारी संगठन कर्मचारी को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि कल आपको प्रशिक्षण के लिए जाना है वह कह सकता है कि मुझे इस बात की आवश्यकता नहीं है लेकिन यह सुना नहीं जाता प्रशिक्षा चाहे जो भी हो आपको प्रशिक्षण के लिए जाना होगा लेकिन जब हम कैलेंडर बना लेते हैं तो कर्मचारी बहुत स्पष्ट हो जाते हैं जब उन्हें प्रशिक्षण के लिए जाना होता तो वे किस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और उनके भविष्य की योजना को देखते हुए संगठन द्वारा उनके लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए और उत्तराधिकार की योजना इसलिए अब यह जुलाई में शुरू हो रहा है और अगले साल जून तक चलेगा यह सिर्फ एक अकादमिक वर्ष की तरह है तो वे इस प्रकार का प्रशिक्षण कैलेंडर ले रहे हैं और वे उसी पर काम करते हैं प्रस्ताव पर सामान्य रूप से तीन प्रकार के पाठ्यक्रम होते हैं पहली बात सामान्य जागरूकता पाठ्यक्रम कि है जो कंपनी के संचालन के वीडियो पहलुओं से संबंधित है और इसलिए इस मामले में जैसा कि मैंने मॉड्यूल तेरह की पहली स्लाइड में उल्लेख किया है कि वहां सामान्य जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का होना जरूरी है संगठन का ज्ञान होना भी जरूरी है अन्यथा कर्मचारी लंबे समय तक काम करेंगे और यहां तक कि तब वे जागरूक नहीं हो सकते हैं संगठन में कौन है और संगठन का व्यवसाय क्या है संगठन कितना बड़ा है संगठन के साथ संबंध विकसित नहीं हो सकता है या नहीं इसलिए उन्हें कंपनी के संचालन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित होना चाहिए कार्यात्मक संक्षिप्त विवरण में चुनौतियों का अवलोकन और एक कंपनी के मूल्यों पर मॉड्यूल बनाया जाता है इसलिए संगठन के मूल्य प्रणाली संगठन की नैतिक प्रणाली उन्मुखीकरण कार्यक्रम और समय पर संगठन के विकास के बारे में सामान्य जागरूकता का होना आवश्यक है कंपनियों के विभिन्न पहलू जो कर्मचारियों को घोषित किए जाएंगे और फिर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के कैलेंडर में वे सामान्य जागरूकता पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे पाठ्यक्रमों का दूसरा सेट कर्मचारियों को एक व्यवहार टेम्पलेट प्रदान करता है इसलिए पहले संगठन के बारे में जागरूकता की बात आती है दूसरा विकास के लिए अपेक्षित दक्षताओं को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का व्यवहारिक पहलू भी आता है इसमें नेतृत्व टीम निर्माण और समस्या समाधान पर कार्यक्रम शामिल हैं इसलिए अधिक से अधिक ध्यान उस पारस्परिक संबंध पर होना चाहिए नेतृत्व शैली नेतृत्व गतिविधियों और नेतृत्व कार्यक्रमों के माध्यम से कुछ पारस्परिक संबंध भी होते हैं ताकि इसे पेश किया जाए और फिर यह प्रतिभागियों से पूछे जाएगा कि वे इस विशेष प्रशिक्षण के बाद कार्यस्थल पर कब जाएंगे तो उन विशेष प्रकार के नेतृत्व को प्रदर्शित करेगे नेतृत्व कौशल और विशेष रूप से भागीदारी और गतिशील नेतृत्व कौशल की बात भी होगी दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि विभिन्न कर्मचारियों के बीच समन्वय और तालमेल को कैसे विकसित किया जाए और यही टीम का निर्माण करेगा और टीम बिल्डिंग का विकास इस आधार पर किया जाएगा कि वे इन पारस्परिक संबंधों को कैसे विकसित करने में सक्षम हैं और यदि वे पारस्परिक संबंध विकसित करने में सक्षम हैं तो वे यह विशेष निर्णय लेंगे कि हाँ वे व्यक्ति जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम टीम के सदस्यों के लिए होता है इसलिए अगर एक साथ काम करने में कोई बाधा या समस्या आती है तो निश्चित रूप से वह टीम के निर्माण का पहलू होगा और तीसरा है समस्या समाधान अब आप देखते हैं कि जब व्यवसाय अस्थिर स्थिति में काम कर रहा होता है और यह स्थिति बदलती रहती है यदि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं तो समस्याओं को बढ़ाना पड़ता है और यदि समस्याएं बढ़ती हैं तो प्रशिक्षक को प्रशिक्षण का प्रकार प्रदान करना चाहिए ताकि वे समस्या का समाधान करें इसलिए कार्यस्थल पर ऐसी कई समस्याएं होंगी जैसे अपेक्षित समस्याएं या सामान्य समस्याएं जो एक व्यक्ति के सामने आ सकती हैं और फिर उस समय समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे और प्रशिक्षण किस प्रकार का होगा यह हिंदुस्तान युनिलिवर लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया है सामान्य जागरूकता व्यवहार प्रशिक्षण और 3 सेट के बाद एक कौशल आधार की बात आती है जिसमें जब भी हम इस बारे में बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि किस प्रकार के कार्य करने हैं जैसे कि कौशल की आवश्यकताएं कौशल की पूर्णता आवश्यकताएं विभिन्न कार्यों के लिए कौशल टेम्पलेट विपणन वित्त तकनीकी मानव संसाधन में बिक्री आदि को परिभाषित किया जाता है और विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों के इस विशेष कार्य में कौशल स्तर को बढ़ाने के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं प्रकृति में विपणन तकनीकी में वे अपनी क्षमता विकसित करने वाले हैं तीसरा और आखिरी संगठन जिसे मैं ध्यान में रखना चाहूंगा वह है नेस्ले का प्रशिक्षण कार्यक्रम है नेस्ले दुनिया की लगभग एक सौ पैतीस वर्षों की इतिहास और संचालन के साथ दुनिया की हर देश की प्रमुख खाद्य कंपनी है यह तथ्य है कि यह एक वैश्विक संगठन है जिसमें कई राष्ट्रीयताएं धर्म और जातीय पृष्ठभूमि शामिल हैं जो सभी एक एकल कॉर्पोरेट संस्कृति में एक साथ काम कर रहे हैं मैंने नेस्ले कंपनी स्विट्जरलैंड में उनके प्लांट्स का भी दौरा किया है और वहां मैंने पाया कि उन्होंने कैसे निर्णय लिए और दिलचस्प बात यह है कि जिस उत्पाद का उपयोग वे स्कूल जाने वाले बच्चों की मदद से करते हैं उसमें वे चॉकलेट का स्वाद लाते हैं और फिर वे तय करते हैं कि उन्हें कौन सी चॉकलेट सबसे ज्यादा पसंद है और उसके आधार पर मार्केटिंग टीम विश्लेषण करती है और उत्पाद तय करती है नेस्ले की व्यापार रणनीति और संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रत्येक देश में मानव क्षमता का विकास है जहां वे काम करते हैं इसलिए यह वह सुंदरता है जो की व्यापार रणनीति और संस्कृति से देश से संबंधित हैं जहां भी वे काम कर रहे हैं और उस स्थिरता के बारे में सामंजस्य भी है नेस्ले को ताकत देने वाले स्थानीय पहलुओं पर विचार करते हुए मानव क्षमता के विकास के लिए व्यावसायिक क्षेत्र और संस्कृति के बारे में बात की जाती है सीखना नेस्ले की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि वास्तविक में भी प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है अधिकांश संगठनों में सीखने और विकास एक संस्कृति है यह एक सतत प्रक्रिया है सीखने की उनकी इच्छा बहुत ज्यादा है इसलिए यह नेस्ले द्वारा नियोजित की जाने वाली एक आवश्यक शर्त है इसलिए जिन व्यक्तियों को खुद को विकसित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है वे नेस्ले में एक समस्या पाएंगे लेकिन जो कर्मचारी खुद को विकसित करने के लिए तैयार हैं वे आगे जाना चाहते हैं अपने करियर में विकास चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस मामले में नेस्ले उन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से मदद करेगा पहले प्रशिक्षण पर काम किया जाता है फिर मार्गदर्शक और कोचिंग पर यह हर एक प्रबंधक की ज़िम्मेदारी के काम का हिस्सा होता है और हर एक को उसकी स्थिति में प्रगति करने के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसलिए यह नेतृत्व है जो कोई भी काम कर रहा है उन्हें विकास करना चाहिए यदि वे विकास नहीं ले पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि न केवल प्रशिक्षण में कुछ गड़बड़ है बल्कि ट्रेनर के साथ भी कुछ गड़बड़ है और संगठन को ट्रेनर और प्रशिक्षु की सुविधा प्रदान करनी चाहिए ताकि हर कोई बढ़े इसलिए यहां एक तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्देशित करना और कोचिंग करना जो नेस्ले के मामले में प्रत्येक प्रबंधक को दी गई जिम्मेदारी है उसका ध्यान रखना चाहिए और नेस्ले उस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आमतौर पर उद्देश्य उन्मुख होते हैं कि जहां भी समस्या है समस्या की पहचान प्रदर्शन मूल्यांकन पर आधारित होगी या शायद संभावित मूल्यांकन के आधार पर सुविधा प्रदान करेगी और प्रासंगिक कौशल और दक्षताओं को अच्छा बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक मूल उद्देश्य है प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल उद्देश्य प्रासंगिक कौशल और दक्षताओं के उस सेट को प्रदान करना है ताकि वे अपनी नौकरियों में बहुत कुशल तरीके से विकसित हो सकें और वे अपनी नौकरियों को सर्वोत्तम तरीके से वितरित कर सकें इसलिए उन्हें व्यक्तिगत विकास कार्यक्रमों के ढांचे में दिखाया जाता है न कि पुरस्कार के रूप में और जिसके फलस्वरूप आप पाएंगे कि वे प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस विशेष पहलू पर काम कर रहे हैं फिर हम साक्षरता प्रशिक्षण के बारे में बात करेंगे नेस्ले प्रौद्योगिकी के स्तर को प्रदान करता है नेस्ले कारखानों में तेजी से वृद्धि हुई है प्रशिक्षण की आवश्यकता सभी स्तरों पर बढ़ी है इसमें से अधिकांश नौकरी पेशा प्रशिक्षण है ताकि अधिक उपकरण संचालित करने के लिए विशिष्ट कौशल विकसित किया जा सके इसके फलस्वरूप आप पाएंगे कि उनकी फैक्ट्री लगातार बढ़ रही है और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने हर स्तर पर प्रशिक्षण की जरूरत का ध्यान रखा है इस बारे में मैंने पहले भी बताया था कि यह नौकरी के लिए प्रशिक्षण है और इसलिए वे अपने संचालन में कुशल है नेस्ले अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम मैंने इस प्रशिक्षुता प्रोग्राम पर पहले के मॉड्यूल में चर्चा की है जो प्रशिक्षण विधियों में है प्रशिक्षुता कार्यक्रम नेस्ले प्रशिक्षण का एक अनिवार्य हिस्सा रहा है जहां युवा प्रशिक्षु सप्ताह में तीन दिन काम पर और दो दिन स्कूल में बिताते हैं और फिर युवा प्रशिक्षुओं के परिणामस्वरूप वे सीखते हैं कि वे कैसे काम कर सकते हैं और आगे उनको शिक्षा भी मिलती है इसलिए तीन दिन वे काम पर और दो दिन स्कूल में काम कर रहे हैं स्थानीय शिक्षा सभी नेस्ले के दो तिहाई कर्मचारी कारखानों में काम करते हैं और जिनमें से बहुत से अपनी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं इसके अलावा नेस्ले की कई ऑपरेटिंग कंपनियां अपने आवासीय प्रशिक्षण केंद्र भी चलाती हैं इसका नतीजा यह है कि स्थानीय शिक्षा नेस्ले के लोगों की दुनिया भर में विकास गतिविधियों का सबसे बड़ा घटक है और कंपनियों का बहुमत 2 40000 कर्मचारी हर साल शिक्षा प्राप्त करते हैं और आप पाएंगे कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने इसे कई जगहों पर फैला दिया है जिसके परिणामस्वरूप दुनिया भर में नेस्ले की शिक्षा गतिविधियों को पूरा किया जाता है और हर साल वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं अंत में हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए आएंगे तीस वर्षों से Rive Reine अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र ने नेस्ले के वरिष्ठ प्रबंधकों और एक दूसरे से सीखने के लिए दुनिया भर के प्रबंधकों को एक साथ लिया है इसलिए इसका हमेशा उपयोग किया जाता है जो कि उच्चतर स्तर पर होते हैं जिन्हें पहले से ही प्रशिक्षित किया जाता है जैसे कि हमने एक और उदाहरण में देखा है कि उच्चतर ड्राइवरों को कैसे प्रशिक्षण दिया जाता था जो कि बाद में शामिल हो गए इसलिए इस केस में आप यह देखेंगे कि वही सीखते हैं जो उच्चतर नेस्ले प्रबंध कर्ता और साथ साथ एक दूसरे से सीखना चाहते है देश के प्रबंधक यह तय करते हैं कि कौन सा पाठ्यक्रम है जबकि योग्यता के लिए एक केंद्रीय स्क्रीनिंग पोती है और भौगोलिक और भाग्यशाली पृष्ठभूमि वाले लोगों को सम्मेलित करने के लिए कक्षाएं बहुत सावधानी से बनाई जाती हैं तभी एक उचित समूह आत्मसात हो सकता है आमतौर पर एक कक्षा में विभिन्न राष्ट्रों से आने वाले पन्द्रह से बीस राष्ट्रीयताएं होते हैं जिसमें केंद्र अस्सी से अधिक देशों से प्रत्येक वर्ष लगभग एक हज़ार सात सौ प्रबंधकों द्वारा भाग लिए जाने वाले सत्तर पाठ्यक्रमों को वितरित करता है और इसलिए यह प्रशिक्षण विभिन्न देशों से आए लोगों का एक अद्भुत गुलदस्ता बन जाता है और उनकी दक्षता के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम को पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है प्रबंधन पाठ्यक्रम भी है ये सभी रिव राइन के सभी पाठ्यक्रमों में लगभग छियासठ प्रतिशत हैं प्रतियोगियों को आम तौर पर चार से पाँच वर्षों के लिए कंपनी के साथ रखा गया है और इसकी वजह नेस्ले मूल्यों और व्यावसायिक दृष्टिकोणों की एक वास्तविक प्रशिक्षुता का अंदाजा लगाना है ये पाठ्यक्रम के आसपास की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और तभी प्रबंधन पाठ्यक्रमों के लिए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों के छियासठ प्रतिशत हैं एडजेक्टिव कोर्सेस भी होते हैं इन कोर्सों में अक्सर वही लोग होते हैं जिन्होंने पाँच से दस साल पहले किसी प्रबंधन पाठ्यक्रम में भाग या कार्य किया हो और पूरा ध्यान नेस्ले को बाहरी रूप से दिखाने और बाहरी लोगों के साथ काम करने की क्षमता का विकास करने पर है यह बहुत बार पूछे जाने वाले उद्योग विश्लेषण पर जोर दिया जाता है यदि आप एक प्रतियोगी है तो आप क्या करते हैं और इसलिए उस केस में वे ज्यादा से ज्यादा रचनात्मक और इंटरैक्टिव बने रहते हैं ताकि वे बेहतर विचारों के साथ सामने आएं तो यह सब प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में है जो विभिन्न कंपनियों के द्वारा काम किए जाने वाले तरीके हैं ये कुछ नमूने हैं बाकी प्रशिक्षण विधियों के बारे में और तकनीकों के बारे में हम अगले मॉड्यूल में वार्तालाप करेंगे धन्यवाद